कोशिका संवर्धन तकनीक की व्याख्यान श्रृंखला में आपका वापस से स्वागत है तो पहले तीन व्याख्यानो में हमने असंख्य अवसरों को संबोधित किया जिन्हें कोशिका संवर्धन तकनीक ने प्रस्तुत किए और आगे भी प्रस्तुत करेंगे जहां इसकी एक झलक कोशिका संवर्धन एक साधन के रूप में संवेदन करने के लिए सेंसर तत्व के रूप में एक बायोरिएक्टर द्वारा जैव चिकित्सा के लिए विभिन्न यौगिकों के साथ साथ अन्य महत्व के उत्पादनो के लिए इसके अलावा हमने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि कोशिका संवर्धन तकनीक के मूल सिद्धांतों को समझना और यह मूल सिद्धांत एक महत्वपूर्ण पूर्वाकांक्षित चीजें हैं स्टेम सेल बायोलॉजी और रीजेनरेटिव मेडिसिन के लिए इसके अलावा कृत्रिम अंगों को रखना लोगों की कल्पना में हैं और जब मैं कृत्रिम अंगों के बारे में बात करता हूं हम यहां पर बाह्य उपकरणों की बात नहीं कर रहे जहां हमारे पास डायलिसिस थैलियां या वह सभी दूसरे प्रकार की चीजें अथवा हृदय और फेफड़ों की मशीनें मैं बात कर रहा हूं गुर्दे की जिसका विकास उन जैविक तत्वों द्वारा होता है जो कि बिल्कुल हमारे अपने गुर्दों के समान है अथवा एक हृदय जो कि हृदय पेशीकोशिकाओं व एंडोथीलियल कोशिकाओं का प्रयोग करके विकसित हुआ इसलिए और आगे यह वही है जहां भविष्य है अब कोशिकाओं के जीव विज्ञान के बारे में बात करते हुए हम चर्चा करेंगे हमने ऑक्सीजन तनाव ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बहुत संक्षेप में बात की है हम इन चीजों पर वापस से आएंगे फिर हमने बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स प्रोटीन के बारे में बात की और वहां पर हम बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स प्रणाली के उपयोग के अवसरों पर चर्चा करते हैं नए नए प्रकार के बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स खोजने के लिए जो कि संश्लेषित अनुरूप भी हो सकते हैं और कैसे एक कैंसर कोशिका अपने वास्तविक बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स रूपरेखा से बाहर निकल कर छल करती है और जैसा कि आप जानते हैं एक दुष्ट कोशिका अलग अलग जगहों पर स्थापित होती हैं इसके बारे में चर्चा करते हुए हमने बात की चिपकने वाली कोशिका सिद्धांत की और ना चिपकने वाली कोशिका के बारे में तो हमने विशेष रूप से चिपकने वाली कोशिकाओं के बारे में बात की है लेकिन आप इसके बारे में थोड़े जोरदार तरीके से सोचेंगे तो हमारे पास यह ना चिपकने वाली कोशिका है जो कि अपनी यात्रा जबकि चिपकने वाले वातावरण से शुरू करती हैं उदाहरण के लिए कहें यदि आप रक्त लेते हैं और आप रक्त कोशिकाओं के बारे में कुछ ऐसा ही सोचते हैं ठीक हमें एक बार फिर से यह हमारे पहले सप्ताह का चौथा व्याख्यान है तो यह चौथा व्याख्यान है ना चिपकने वाली कोशिकाओं पर चर्चा कर रहे हैं तो यदि आप ने उदाहरण लिया कि जब हम आरबीसी का उदाहरण लेते हैं या लाल रक्त कोशिकाओं का जिन्हें हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं इन एरिथ्रोसाइट्स की उत्पत्ति अस्थि मज्जा में होती है यहां पर कहीं यहां से यह एरिथ्रोसाइट्स शुरुआत में हिमेटोपोएटिक स्टेम कोशिकाओं द्वारा विभाजित होती हैं और वह प्रवास करती हैं वह रक्त वाहिकाओं द्वारा प्रवास करती हैं और उनका सीमित जीवन काल होता है इसके बाद वे नष्ट हो जाती हैं तो इन कोशिकाओं के बारे में एक रोचक तथ्य यह है कि वे पूरे शरीर में घूमती हैं साथ ही वास्तव में वह किसी भी बिंदु पर स्थिर हो जाती हैं तो वहां ऐसा प्रतीत होता है कि यदि एक लाल रक्त कोशिका है जिसने विभाजन किया जैसा कि आप जानते हैं खोखली चीज कुछ इसके जैसी किनारे की तरफ से अवतल तस्तरी के जैसी अवतल तस्तरी के द्वारा यदि आप आरबीसी को देखते हैं तो यह बाह्य कोशिकीय रचना के जैसा इस तरह से दिखता है कि यह किसी भी तरफ से चिपकने नहीं जा रहा जो की अद्भुत है चिपकने वाली कोशिकाओं से अलग जहां बाह्य कोशिकीय गड़बड़ी जो की कोशिकाओं से बाहर आ रही हैं चिपकने की क्षमता रखती हैं इसलिए यदि किसी को एक ना चिपकने वाली कोशिकाओं की संवर्धन प्रणाली विकसित करनी है चिपकने के बारे में हमने बात की है आपको पता है कि वे एक सतह पर लाए गए और तब हमें एक अलग तरह के प्रतिमान का एहसास होना चाहिए और यह प्रतिमान बिल्कुल अलग होना चाहिए और अस्थि मज्जा के इस उदाहरण को देखते हुए इस बारे में बात करें चलिए तीसरे पहलू की बात करते हैं हमने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात की हमने इसीएम की बात की और हमने संक्षेप में चिपकने वाली और ना चिपकने वाली कोशिकाओं के बारे में बात की अब चलिए कोशिका चक्र सिद्धांत के बारे में बात करते हैं यह हम संवर्धित कोशिका की जैविकी के विस्तृत शीर्षक के बारे में बात कर रहे हैं तो इससे पहले की हम कोशिका चक्र के पहले हिस्से की तरफ चलें मैं एक बिंदु पर प्रकाश डालना चाहूँगा जो मुझसे छूट गया था जिस समय हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की चर्चा कर रहे थे तो यदि आप मानोगे की हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति एक अणु द्वारा की जाती है जिसको हम हिमोग्लोबिन कहते हैं एचबी हीमोग्लोबिन जो कि एक यौगिकों है यह हीम यौगिक के साथ मिला हुआ एक ग्लोबिन प्रोटीन है हीम यौगिक कुछ और नहीं है बल्कि आयरन के साथ समन्वय है और यह पोरफायरिन छल्ले में उलझा हुआ है और यह सारी चीज एक तरह से आप जानते हैं ग्लोबिन प्रोटीन के अंदर रखी हैं तो यह अनिवार्य रूप से रंगा बनाने वाला है जिसे हम हीम अंश और यह हिस्सा ग्लोबिन प्रोटीन है तो यही कारण है कि यह हीमोग्लोबिन बनाती हैं और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ने और इसके परिवहन के लिए जिम्मेदार हैं अतः हीमोग्लोबिन आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है तो इस प्रकार से वास्तविक जीवन में यह परिदृश्य होता है जैसे कि यह वाहिकाएं हैं अथवा शिराएं और यह धमनिया हैं और वास्तव में वहां एक संयोजक क्षेत्र है कुछ इस तरह से लेकिन केशिकाएं जो आदान प्रदान करती हैं वहां वे संकीर्ण है जो कि कुछ इस तरह से हो रहा है इस सरल तरीके से मैं इसे एक साथ रखता हूं कुछ इस तरह से तो संबंधित ऊतक यहां पर बैठे हैं ऑक्सीजन से भरी या लाल रक्त कणिकाएं यहां संचरण करती हैं और उनके ऑक्सीजन को उतार देती हैं ऑक्सीजन ऊतकों द्वारा ग्रहण कर ली जाती है और शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड जिसे कि कोशिकाएं छोड़ देती हैं उसे हृदय के माध्यम से फेफड़ों में वापस ले जाती हैं और फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देती हैं ऑक्सीजन को उठाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को फेंक देती हैं और यहां ऑक्सीजन फिर से हीमोग्लोबिन से जुड़ के वापस आती है अब यदि आप महसूस करेंगे की हर एक ऊतक जो हमारे शरीर में हैं वह सदैव एक ऑक्सीजन से भरे वातावरण में नहीं हैं तो ऑक्सीजन प्रोफाइल यदि आप थोड़ी कल्पना करते हैं आपके शरीर के किसी भी हिस्से में ठीक इसी प्रकार से घटता बढ़ता रहता है मान रहे हैं क्योंकि यह बहाव है जो कि उपभोग करता है और इसी के समानांतर बहुत थोड़े विलंब से आप पाएंगे यदि यह काला जो कि मैंने आरेखित किया है वह ऑक्सीजन का है और वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड उच्च स्तर पर पहुंच रही है जो कि कुछ इस जैसा होगा तो जो आवश्यक रूप से मैं रेखांकित करना चाहूँगा जो मैं भूल गया था अपने पिछले व्याख्यान में वो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है जो वास्तविक जीवन के परिदृश्य में गतिशील तरीके से बदल रही हैं अगर आप कोशिकाओं को एक इसके जैसी डिश में विकसित करते हैं उदाहरण के लिए कहे यह डिश के है जहां पर आप कोशिका को विकसित कर रहे हैं तो आवश्यक रूप से जो हम करेंगे वह है हम गैसीय विनिमय को रखेंगे क्योंकि वहां हमारे लिए कोई और मार्ग नहीं है गैसीय विनिमय में कुछ इसके जैसी हमें इसे आरेखित करना होगा यह दोनों ही गैसों के लिए कुछ इसके जैसी होगी हमें थोड़ा कहना होगा उदाहरण के लिए यदि एक रंग एक गैस को प्रदर्शित करता है तो दूसरा कुछ इसके जैसा होगा जो कि पूरी तरह से भिन्न है जैसा वास्तविक जीवन में होता है लेकिन फिर हम कैसे इस समस्या के चारों ओर जा सकेंगे वही हमें अगली पीढ़ी की दुनिया के कोशिका संवर्धन तकनीकों से परिचय कराएगा जो कि कुछ इन वाहिकाओं के जैसी होंगी जो कि आपने देखा धमनियां और शिराएं अगले पीढ़ी की कोशिका संवर्धन तकनीक माइक्रो फ्लूइडिक्स प्रणालियों का इस्तेमाल करेंगी जो उन परिस्थितियों के सादृश्य होंगी जो वास्तविक जीवन में हैं और शायद वे माइक्रो फ्लूइडिक संरचनाएं हमें एक बिल्कुल अलग समझ प्रदान करेंगे कोशिकीए विकास की गतिशीलता के बारे में जो कि एक सतत प्रक्रिया है जैसे 24X7 का एक्स से गुणा जब तक कि वे कोशिकाएं अथवा वह व्यक्ति जीवित है यह एक सतत प्रक्रिया है जो हो रही है हृदय रक्त को पंप कर रहा है जो ऑक्सीजन से परिपूर्ण हो रहा है ऑक्सीजन को ऊतकों के विशिष्ट स्थानों पर अधोभारित करके कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से वापस ले जाता है दोबारा फिर से वही प्रक्रिया ज्यावक्रीय तरीके से करता है इसे लगातार धारण करता रहता है लेकिन उन स्थितियों की नकल कर सकता है विचार के लिए भोजन बाद में आ जाएगा भोजन के विचार देर में आएँगे जब हम माइक्रो फ्लूइडिक चैनल के बारे में बात करेंगे और माइक्रो फ्लूइडिक का उपयोग करेंगे इन सभी प्रकार की चीजों को कैसे करें या लोग आगे बढ़ रहे हैं कि अगले स्तर की तकनीकें क्या होंगी और कौन सी तकनीकी रुकावटें हैं कुछ रुकावटें भी है यह इतना भी आसान नहीं हैं लेकिन इस तरह की प्रणालियां पिछले 100 वर्षों के विपरीत हैं यह बहुत अधिक गतिशील प्रणाली है तो आप कह सकते हैं कि स्थैतिक कोशिका संवर्धन से आधुनिक कोशिका संवर्धन भविष्य अधिकतर गतिशील कोशिका संवर्धन का होगा और इस तरह के गतिशील कोशिका संवर्धन पढ़े जाएंगे जिसके लिए अभियांत्रिकी की बहुत अधिक समझ चाहिए होगी और इस अभियांत्रिकी मे माइक्रोफैब्रिकेशन माइक्रो फ्लूडिक्स मास ट्रांसफर डिफ्यूजन परिवहन घटनाओं की बहुत अधिक समझ लिथोग्राफी एवं अन्य और दूसरी संबद्ध तकनीकें एवं फ्लूइड मैकेनिक्स होंगी तो 100 वर्षों के क्रम में शायद आज की पाठ्य पुस्तकें लिखी हुई है जो कि बदल जाएंगी क्योंकि वह बदल जाएंगी क्योंकि हम एक बहुत अलग समय में यकीन दिला रहे हैं लेकिन धीरे धीरे हम महसूस कर रहे हैं कि हम इस परिमाण की प्रणाली का अध्ययन नहीं कर सकते जहां हर एक पल या हर एक मिनट में साम्यता बदल रही होगी और ऊपर या उद्विग्न स्थैतिक प्रणालियों द्वारा केवल वही नहीं जब मैंने इसे आरेखित किया तो वहां हमेशा सूचना का आदान प्रदान होता है जो कि इन बहुआयामी प्रणालियों और बहु प्रणाली संरचनाओं के मध्य होता है अतः उदाहरण के लिए कहे मुझे एक सरल उदाहरण देने दे उससे मेरा क्या तात्पर्य है तो आप जानते हैं हमारे हमें हमेशा ही सलाह दी जाती है और आप जानते हैं कि सुबह में बाहर निकले क्योंकि वहां पराबैंगनी किरणें है जो कि कुछ हद तक सहायक हैं तो हम क्या निरीक्षण करते हैं यूवी क्या होता है जब कोलेस्ट्रोल से स्टेरॉइड्स बनते हैं जो कि हमारी त्वचा में मौजूद रहते हैं त्वचा के नीचे वह विटामिन डी में परिवर्तित होते हैं और यह प्रतिक्रिया होने के लिए आपको पराबैंगनी किरणें चाहिए अब एक बार ऐसा होने पर यह डी शेष है जिसे कॉलेकैल्सिफेरॉल कहते हैं कॉलेकैल्सिफेरॉल आपकी त्वचा से जरा इसके बारे में सोचें आपकी त्वचा से यकृत में परिवहन करता है यह कॉलेकैल्सिफेरॉल अथवा विटामिन डी है यह यकृत में ले जाया जाता है यकृत में यह कॉलेकैल्सिफेरॉल इंटरमीडियरी अनुरूप में परिवर्तित यह अनुरूप इंटरमीडियरी अनुरूप है जो गुर्दे में ले जाया जाता है जहां पर यह कैल्सिट्रियोल हार्मोन में परिवर्तित हो जाता है और कैल्सिट्रियोल वह हार्मोन है जो कि गुर्दे द्वारा स्रावित होता है जो हड्डियों द्वारा कैल्शियम और फास्फोरस को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार होता है तो जो आप यहां देख रहे हैं वहां त्वचा यकृत गुर्दे और हड्डियों के बीच आपसी संवाद हो रहा है वह जटिलता है और यह इस तरह की प्रणालियों की पूर्णता है तो भविष्य की कोशिका संवर्धन तकनीक बहुत ही गतिशील होगी तो यह है जहां हम रुकते हैं मैंने कहा कि आप जानते हैं जब कभी हमें इन चीजों के बारे में चर्चा करनी होगी हमें सभी कुछ एक साथ लाकर बात करनी होगी हम एकांतवास में चर्चा नहीं कर सकते आप जानते हो मैंने इसे देखा मैंने इसका निरीक्षण किया लेकिन फिर आपको पता होना चाहिए की इसका निहितार्थ क्या है क्यों यह विशेष कोशिका प्रकार व्यवहार करते हैं इस तरह से क्यों जहां हम परिस्थितियां बनाए रखते हैं जो कि आवश्यक हैं और करना चाहिए यदि हम एक उच्च ऑक्सीजन टेंशन को बनाए रखें यह ऑक्सीडेटिव क्षति कर सकता है क्योंकि उच्च ऑक्सीजन टेंशन हमेशा फ्री रेडिकल को बनाती हैं यह हर्जाना ऑक्सीजन से परिपूर्ण वातावरण में होने की वजह से हमें भरना पड़ता है अतः हमें यह सुनिश्चित करना है कि ऑक्सीजन टेंशन एक लंबे समय तक उच्च स्तर पर ना बनी रहे ठीक इसी तरह यह हमें इस तथ्य पर लाता है कि कैसे सुव्यवस्थित ढंग से हम ऑक्सीजन टेंशन को कम रख सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वहां बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड जमा ना होने पाय यह कह कर यह हमें दो अलग अलग स्थितियों में लाता है जो कभी कभी वैसी स्थितियाँ जो वर्तमान में बनी हुई हैं यह हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के स्थिर स्तर जो ज्यादातर हवा द्वारा आपूर्ति की जाती हैं बजाए उसके जो कि हमारे वास्तविक जीवन में हो रही हैं जो कुछ कोशिका चक्र समस्याओं में तब्दील हो सकती हैं इसलिए हम सबसे पहले इस बारे में चर्चा करते हैं कि कहां से हमें कोशिका चक्र शुरू करना है तो यहां मुझे रेखांकित करने दे वह आप कर सकते हैं पिछले व्याख्यान में मैंने आपको बताया की आप चिपकने वाली और ना चिपकने वाली कोशिकाओं में विभेदन कर सकते हैं ठीक अब मैं उसका परिचय दे रहा हूं हम कोशिकाओं को दो समूहों गैर विभाजन और विभाजन मे वर्गीकृत कर सकते हैं इसलिए मैं कोशिकाओं को गैर विभाजन और विभाजन में वर्गीकृत कर रहा हूं तो यदि हम विभाजन और गैर विभाजन की बात करें तो कौन सी कोशिकाएं हैं जो आपके विचार में आती हैं एक प्रकार की कोशिकाएं जिनके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए वह न्यूरॉन हैं वे विभाजित नहीं होती कम से कम आमतौर पर टर्मिनली डिफरेंशिएटेड एक न्यूरॉन विभाजित नहीं होते हैं इसलिए यहां मैंने दो शब्दावलिओं का उपयोग किया टर्मिनली डिफरेंशिएटेड इसका क्या तात्पर्य है मैं इस पर आऊंगा इसी प्रकार वहां हृदय पेशीकोशिकाएं हैं जो विभाजित नहीं होती मगर आपके पास आपकी त्वचा की पूरी सतह है जो लगातार कायाकल्प करती हैं वहां लगातार पूरी की पूरी एपिडर्मल परत में विभाजन होता है अगर आपको याद हो वह सभी पांचो स्तर उस प्रक्रिया में लगातार कायाकल्प करते हैं जो कि हो रहा है उस पर अब हम नियंत्रण पा सकते हैं जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में चर्चा की जो कि कैंसर जैसी स्थिति या ट्यूमर को बना सकती है तो आगे क्या होगा हम विभाजन के विभिन्न चरणों के बारे में बात करेंगे और कैसे वह प्रभावित करता है जिस तरह से हम संवर्धन करते हैं तो अब मैं यहां पर बंद करूंगा अगली कक्षा में हम कोशिका चक्र के साथ शुरूआत करेंगे धन्यवाद